इस व्याख्यान में मैं सेंसर नेटवर्क के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में बात करने जा रहा हूं इसलिए जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में कहा था कि सेंसर नेटवर्क का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों कृषि स्वास्थ्य सेवा अंतरिक्ष इत्यादि के लिए किया जा सकता है कई अलग अलग प्रकार के अनुप्रयोग संभव हैं इसलिए हम कुछ अनुप्रयोगों को ले जाएंगे जहां सेंसर नेटवर्क का उपयोग किया जा सकता है और कुछ शोध कार्यों को ध्यान में रखते हुए जो हमने अपनी स्वेन लैब में IIT खड़गपुर में किए हैं और ताकि मैं आपको कुछ और जानकारी दे सकूं आप जानते हैं कि घर सेंसर नेटवर्क का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है इसलिए पहली बात जो मैं बात करने जा रहा हूं वह है लक्ष्य खोज की समस्या तो मैं आपको समझाता हूं कि लक्ष्य खोज की समस्या क्या है तो हम लक्ष्य खोज कहते हैं इसे ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के रूप में भी जाना जाता है तो क्या होता है सेंसर नेटवर्क निगरानी अनुप्रयोगों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं निगरानी अनुप्रयोगों का मतलब है कि हम विभिन्न प्रकार के सेंसर का उपयोग कर सकते हैं हम उन कैमरों का उपयोग कर सकते हैं जो हम इन सभी सेंसर कैमरों वगैरह के संयोजन का उपयोग कर सकते हैं किसी विशेष वस्तु को किसी विशेष लक्ष्य की खोज करने के लिए शायद कुछ संदिग्ध गतिविधि है जो शायद किसी सार्वजनिक स्थान पर हो रही है जैसे कि रेलवे स्टेशन या भीड़भाड़ वाली जगह पर कुछ इमारत या कुछ बाज़ार की जगह या ऐसा कुछ इसलिए सेंसर नेटवर्क का उपयोग निगरानी अनुप्रयोग के लिए किया जा सकता है तो अगर पहले से ही कुछ सेंसर की आधारभूत संरचना है जो किसी विशेष स्थान पर तैनात है तो इन सेंसर का उपयोग सबसे पहले यह पहचानने के लिए किया जा सकता है कि कुछ गलत है जो चल रहा है इसलिए आपको निसंदेह उपयुक्त सेंसर लगाने की आवश्यकता है और उसके बाद एक बार यह पता चला है कि कुछ संदिग्ध गतिविधि है जो लक्ष्य के प्रक्षेपवक्र को पता करने के लिए चल रही है तो यह ट्रैकिंग 2 रूपों की हो सकती है एक यह है कि जब और जब हम चलते हैं तब हम लक्ष्य पर चलते रहते हैं हम इन अलग अलग संवेदकों का उपयोग करते हुए लक्ष्य का पालन करते रहते हैं जहाँ हम लक्ष्य बनाकर चलते हैं तो यह वास्तविक समय में किया जा सकता है दूसरी संभावना यह है कि लक्ष्य के प्रक्षेपवक्र की भविष्यवाणी करना तो लक्ष्य के प्रक्षेपवक्र की भविष्यवाणी तो यह 2 प्रकार का हो सकता है अब या तो इन मामलों में अनिवार्य रूप से अनिवार्य रूप से क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग सेंसर नोड हैं इन सेंसर नोड्स को पूरे इलाके में रखा गया है जहाँ निगरानी की जानी है अब हम कहते हैं कि एक वस्तु है शायद एक मानव जो इन सेंसर द्वारा इन 3 सेंसर का पता लगाया गया है यह एक यह एक और यह एक तो प्रक्षेपवक्र क्षमा करें लक्ष्य खोज की समस्या यह है कि जब यह लक्ष्य उस विशेष लक्ष्य के प्रक्षेपवक्र को ले जाता है तो रास्ते में इन विभिन्न संवेदकों का पालन करना पड़ता है तो यह वही यह विशेष समस्या है दूसरी समस्या प्रक्षेपवक्र की भविष्यवाणी करना है तो भविष्यवाणी का अर्थ है कि हम कहें कि इस वस्तु को यहाँ इस विशेष स्थिति में पहचाना गया है इन सेंसरों द्वारा इसे अगले स्थान पर ले जाया जाता है अगला स्थान हमें यहाँ कहना है और फिर इन सेंसरों ने इस विशेष लक्ष्य का पता लगा लिया है जैसे यह जारी है वगैरह वगैरह यह इस विशेष स्थिति में आता है और फिर इस स्थिति में हमें यह अनुमान लगाना होता है कि अगली विशेष स्थिति या लक्ष्य की स्थिति का एक क्रम क्या होने वाला है इसलिए हमें इस लक्ष्य की स्थिति की अगली स्थिति या अनुक्रम की भविष्यवाणी करनी होगी तो यह सेंसर नेटवर्क में लक्ष्य खोज की समस्या के रूप में जाना जाता है इसलिए वापस जाकर हमारे पास लक्ष्य खोज की समस्या के विभिन्न प्रकार के सूत्रीकरण हैं एक पुश आधारित सूत्रीकरण है जो उस नोड के बारे में है जो लक्ष्य की स्थिति की गणना करता है और समय समय पर सिंक नोड को सूचित करता है तो आप जानते हैं कि यह एक सेंसर नेटवर्क परिनियोजन है तो आप जानते हैं कि यह विशेष लक्ष्य इस ऑब्जेक्ट को पहचाना गया है इन सेंसर द्वारा पहचाना गया है इन सेंसर द्वारा और फिर ये सेंसर जब यह ऑब्जेक्ट चलता है तो यह स्थिति की गणना करने जा रहा है समय के निश्चित अंतराल पर लक्ष्य और फिर समय समय पर इस मामले में सिंक नोड को सूचित करें हम कहते हैं कि यह सिंक नोड है तो यह इस विशेष सिंक नोड में संशोधित किया जाएगा तो सिंक नोड वह है जो मूल रूप से अन्य नोड्स से सभी डेटा प्राप्त करता है स्रोत नोड और मध्यवर्ती रिले नोड्स तो यह सिंक नोड नेतृत्व है अब दूसरे सूत्रीकरण को मतदान आधारित सूत्रीकरण के रूप में जाना जाता है जिसे यहाँ पर दूसरे चित्र में दिखाया गया है इस प्रकार इस विशेष सूत्रीकरण में हमारे पास कम लागत क्वेरी की अनुमति देने के लिए लक्ष्य की उपस्थिति दर्ज करने वाली नोड्स हैं इसलिए दूसरे शब्दों में अन्य सभी नोड्स को देखने के लिए कि क्या कोई वस्तु है जो उनके इलाके में है मतदान करने जा रहे हैं नोड्स बाहर भेजने जा रहे हैं इसका मतलब है उनकी संवेदन सीमा के भीतर इसलिए यह मतदान आधारित है इसलिए यह समय समय पर मतदान के लिए जा रहा है इसलिए प्रत्येक नोड समय समय पर मतदान किया जा रहा है और तीसरा वह जगह है जहां एक खोजी है जिसका उपयोग किया जाता है तो खोजी मूल रूप से लक्ष्य के निशान का अनुसरण करता है और लक्ष्य को स्वीकार करता है तो यह एक निर्देशित सूत्रीकरण के रूप में जाना जाता है तो हमारे पास सेंसर नेटवर्क में लक्ष्य खोज की समस्या के 3 अलग अलग प्रकार हैं अगला बिंदु जिसे मैं उजागर करना चाहूंगा वह यह है कि लक्ष्यीकरण वास्तव में सेंसर नेटवर्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है लक्ष्यीकरण जैसे कि निगरानी वगैरह जैसे अनुप्रयोगों पर नज़र रखना बहुत ही आकर्षक है और यही कारण है कि हमारे शोध समूह में बहुत सारे अनुसंधान सेंसर नेटवर्क में लक्ष्य खोज या ऑब्जेक्ट खोज पर किए गए हैं हमारे शोध समूह में भी हमने लक्ष्य खोज पर बहुत काम किया है और इसलिए यदि आप रुचि रखते हैं तो आप जानते हैं कि आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं और इन शोध पत्रों तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं लेकिन शोध विवरणों में शामिल हुए बिना मुझे एक और विशेष पहलू को उजागर करने दें तो हम कहते हैं कि हम वापस जा रहे हैं हमारे पास इस तरह का इलाका है इसलिए पिछले उदाहरण में इस विशेष इलाके में मैंने माना था कि इस मानव जैसा एकल लक्ष्य या एकल वस्तु है साथ ही अन्य वस्तुएं भी हो सकती हैं और यह काफी स्वाभाविक है या इनमें से अधिकांश अनुप्रयोगों में यह काफी विशिष्ट है क्योंकि आम तौर पर आप किसी एक वस्तु को ट्रैक नहीं करने जा रहे हैं सामान्य रूप से ऐसा होने जा रहा है जैसे कि कई ऑब्जेक्ट हैं इसलिए कई वस्तुओं को ट्रैक करना और भी अधिक कठिन समस्या है तब सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग मल्टी ऑब्जेक्टिव ट्रैकिंग से भी अधिक कठिन समस्या है और यह काफी स्पष्ट है मुझे इस बारे में विस्तृत रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह क्यों है इसलिए इस मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का एक तरीका यह है कि व्यक्तिगत रूप से आप अन्य सभी वस्तुओं को भी खोज करते रहें लेकिन यह कुशल नहीं है तो समस्या यह है कि एक इलाके में कई वस्तुओं को कैसे कुशलतापूर्वक खोज किया जाए तो अब हम दूसरी स्लाइड पर जाते हैं जहाँ हमें यह समझना होगा कि यह लक्ष्य खोज मूल रूप से कैसे कार्य करता है तो पहले हम यह कहते हैं कि आपको पता है कि हमारे पास अलग अलग सेंसर नोड हैं यह सेंसर नोड्स में उनकी स्थिति में एक वस्तु है जो उनके पास उनकी संवेदन सीमा में है अब जो होना है वह यह है कि अलग अलग नोड्स को बहुत सहयोग करना है अलग अलग उद्देश्यों के लिए हो सकता है कि डेटा एकत्र करने के लिए हो सकता है कि अन्य नोड्स से खोज के बारे में प्राप्त जानकारी को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने वास्तव में लक्ष्य की उपस्थिति का पता लगाया हो लक्ष्य का पालन कर रहे हैं इत्यादि इसलिए इस तरह के बहुत से विभिन्न प्रकार के सहयोग होने चाहिए और फिर जो होता है वह स्थिति है कि लक्ष्य की सटीक स्थिति की गणना की जानी है और यह अलग अलग तरीकों का उपयोग करके किया जा सकता है स्थिति गणना को अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है उदाहरण के लिए त्रिपक्षीय की अवधारणा का उपयोग करके त्रिपक्षीय की अवधारणा का उपयोग करना यदि हम इन 3 अलग अलग सेंसर नोड्स की स्थिति को जानते हैं तो हम इस विशेष वस्तु की स्थिति की आसानी से गणना कर सकते हैं जो कि इन 3 की संवेदी सीमा के भीतर है इसके बाद कुछ भविष्यवाणी करनी होगी जो होनी है तो भविष्यवाणी इस बारे में है कि यदि वस्तु एक निश्चित समय पर इस भाग में किसी विशेष स्थान पर है तो कुछ समय बाद के डेल्टा t समय के बाद के आइए हम बताते हैं कि वस्तु कहां जा रही है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ खत्म होने जा रहा है इसलिए इस विशेष स्थिति की भविष्यवाणी की जानी चाहिए और इसके बाद ऊर्जा प्रबंधन वगैरह जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ी संख्या में सेंसर मूल रूप से सक्रिय हो जाते हैं और वे सभी संवेदन शुरू कर देते हैं तो सेंसर की न्यूनतम संख्या क्या है जो लक्ष्य को कुशलतापूर्वक खोज करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है ताकि लक्ष्य की स्थिति की पहचान की जा सके और फिर उसे खोज किया जा सके तो उन सेंसर नोड्स को सक्रिय करना और उन कुछ सेंसर नोड्स और मूल रूप से अन्य नोड्स को स्लीप मोड में डालना जो मूल रूप से एक कम संसाधन है जो सेंसर नोड्स के कम ऊर्जा खपत मोड का उपभोग करता है तो यह एक अन्य ऊर्जा प्रबंधन समस्या है जिसे लक्ष्य खोज की समस्या के साथ साथ संबोधित किया जाना है तो मैंने आपको लक्ष्य खोज की समस्या के बारे में बताया जैसे कि यह सेंसर नेटवर्क विभिन्न अन्य अनुप्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही साथ यह वास्तव में हमारे शोध समूह में इस्तेमाल किया गया है विभिन्न अन्य अनुप्रयोगों के अलावा हमने विशेष रूप से सेंसर नेटवर्क के कृषि में उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया है इसलिए कृषि में हमने मूल रूप से नंबर एक पर ध्यान केंद्रित किया है कृषि क्षेत्र की निगरानी इसलिए यह मूल रूप से कृषि कृषि अनुप्रयोग है हमने मिट्टी के मापदंडों की निगरानी के लिए कृषि क्षेत्र में सेंसर नेटवर्क के उपयोग पर भी कुछ काम किया है तो उदाहरण के लिए नमी सामग्री जल स्तर सामग्री और उदाहरण के लिए कई अन्य मापदंडों मिट्टी फास्फोरस नाइट्रोजन की खनिज सामग्री और इसी तरह तो ये भी संवेदन में आ सकते हैं इसलिए मिट्टी की नमी के जल स्तर आदि का उपयोग किया जा सकता है जिससे उन्हें संवेद में लाया जा सकता है और उस जानकारी का उपयोग खेत की सिंचाई के लिए किया जा सकता है इसलिए यदि किसी विशेष क्षेत्र की मिट्टी की नमी कम हो गई है तो हम खेत की सिंचाई कर सकते हैं और इसी तरह इसलिए जैसे वास्तव में निगरानी में विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग हैं हमने निगरानी पर काम किया है यदि एक विशेष कृषि क्षेत्र घुसपैठियों से घुसपैठ से सुरक्षित है हम मवेशी की तरह कहते हैं जैसा कि आप गायों को बकरी वगैरह जानते हैं क्योंकि आम तौर पर आप जानते हैं कि यह भारत जैसे देश एक बहुत ही में विशिष्ट समस्या है जहाँ हमारे पास अलग अलग मवेशी और अलग अलग जानवर हैं जो खेत में रहते हैं फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं और इसी तरह तो इस तरह के क्षेत्र की निगरानी भी बहुत आवश्यक है इसलिए इस तरह के घुसपैठ का पता लगाना होगा और इस तकनीक की मदद से यह किया जा सकता है कि हमने जो सिस्टम विकसित किया है उसे सहायता के रूप में जाना जाता है इसलिए सहायता मूल रूप से वायरलेस सेंसर नेटवर्क का उपयोग करके कृषि घुसपैठ का पता लगाने के लिए एक नमूना है हम 2 प्रकार के सेंसर का उपयोग कर रहे हैं अवरक्त सेंसर PIR सेंसर और अल्ट्रासोनिक सेंसर इसलिए जब एक घुसपैठिया मूल रूप से क्षेत्र की सीमा के माध्यम से क्षेत्र में प्रवेश करता है तो PIR सेंसर ऑब्जेक्ट का पता लगाता है इसका मतलब है घुसपैठिया और अल्ट्रासोनिक सेंसर मूल रूप से उस दूरी को महसूस करता है जिस पर वस्तु स्थित है तो यही कारण है कि इन 2 अलग अलग सेंसर का उपयोग किया जाता है यहां सेंसर है जो कि इसमें दर्ज किया गया है या नहीं और अल्ट्रासोनिक सेंसर उस विशेष सेंसर से कितनी दूर है तो यह योजनाबद्ध आरेख है तो यह कृषि क्षेत्र है और इन अलग अलग सेंसरों में एक घुसपैठिया मिल रहा है जो परिधि या सीमा में तैनात है और सेंसर यह पता लगाएगा कि क्या कोई घुसपैठ हो रही है या नहीं और अगर चल रही है तो किसान को सेल फोन के माध्यम से या उसके घर पर या जहां भी वह है सूचित किया जा रहा है या नहीं इस विशेष प्रणाली की स्तरित आर्किटेक्चर है जिसे हमने विकसित किया है तो पहले 2 लेयर PIR सेंसर और अल्ट्रासोनिक सेंसर का उपयोग कर संवेदन कर रहे हैं और फिर माइक्रोकंट्रोलर द्वारा प्रसंस्करण और फिर मार्ग और अंत में एप्लिकेशन स्तर एसएमएस और अलर्ट संदेश किसान या उस विशेष क्षेत्र के किसी अन्य हितधारक को भेजे जाएंगे तो यह एक ऐसा अनुप्रयोग है जिसका हम निश्चित रूप से अध्ययन करते हैं पहला मूल रूप से लक्ष्य खोज दूसरा है कृषि और कृषि में जो हम अभी अभी गुजरे हैं वह कृषि क्षेत्र में घुसपैठ का पता लगा रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सेंसर का उपयोग कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के सेंसरों को नमी की मात्रा के स्तर और इतने पर नमी के संबंध में मिट्टी की स्थिति की निगरानी के लिए मापना है और इसके अनुसार यदि हम कहते हैं कि मिट्टी का मानदंड नीचे चला गया है या एक निश्चित वांछित स्तर से नीचे है तो खेत की सिंचाई होने वाली है अब हम मल्टीमीडिया सेंसर नेटवर्क के रूप में जाना जाता है मीडिया सेंसर नेटवर्क में मल्टीमीडिया सेंसर नेटवर्क बहुत दिलचस्प है हम नियमित सेंसर के अलावा मल्टीमीडिया उपकरणों का उपयोग करते हैं ये नियमित सेंसर जैसे तापमान सेंसर आर्द्रता सेंसर मिट्टी नमी सेंसर वगैरह समुदाय में मल्टीमीडिया सेंसर नेटवर्क प्रौद्योगिकी को स्केलर सेंसर के रूप में जाना जाता है इन सेंसर को स्केलर सेंसर के रूप में जाना जाता है और इसके अलावा हमारे पास कैमरा सेंसर हैं कैमरा सेंसर मूल रूप से छोटे आकार के स्टील कैमरों या वीडियो कैमरों में स्टील के कैमरों की तरह शामिल होते हैं जिन्हें इन स्केलर्स के साथ एकीकृत किया जा सकता है स्केलर सेंसर एक विशेष क्षेत्र में क्या हो रहा है की पूरी तस्वीर प्राप्त करने के लिए इच्छित है तो आम तौर पर क्या होता है हम पूरी तस्वीर पाने के लिए बहुत इच्छुक होंगे और पूरी तस्वीर प्राप्त करने के लिए आदर्श रूप से हमारे पास हर जगह कैमरे होने चाहिए जो अभी भी चित्र और इसी तरह पर ले जाएंगे लेकिन यह मूल रूप से ना केवल महंगा है जो नेटवर्क की दृष्टि से एक बहुत अच्छा समाधान नहीं है क्योंकि अगर हमारे पास बड़े आकार की बहुत सारी छवियां हैं तो ये बड़ी छवियां बड़े आकार की छवियां पूरे नेटवर्क में तैरने जा रही हैं और यह एक संसाधन विवश के लिए बहुत अच्छा समाधान नहीं होने जा रहा है विशेष रूप से एक सेंसर नेटवर्क की तरह एक बैंडविड्थ विवश वातावरण के लिए तो पूरा विचार यह है कि हम इन सस्ते कम लागत वाले सेंसर स्केलर सेंसर की बड़ी संख्या का उपयोग कर सकते हैं और कम कैमरा सेंसर हैं और साथ में हम एक बेहतर निगरानी रख सकते हैं तो यह कैसे होने जा रहा है मैं आपको दिखाऊंगा इसलिए हमें यह कहना चाहिए कि हमारे पास कुछ इलाके हैं इसलिए यहां हमारे पास अलग अलग पैमाने के सेंसर हो सकते हैं जो तापमान संवेदक आर्द्रता संवेदक मिट्टी की नमी सेंसर या जो कुछ भी उस एप्लिकेशन के आधार पर हो सकते हैं जो हम लक्ष्य कर रहे हैं और इसके भीतर हम उपयोग कर रहे हैं तो ये हरे रंग के वृत्त हैं जो मूल रूप से स्केलर सेंसर को दर्शाते हैं और फिर हम केवल बहुत कम कैमरों का उपयोग करेंगे इसलिए ये कैमरे महंगे हैं इसलिए हम उनमें से बहुत से और एक नेटवर्क के नजरिए से भी उपयोग नहीं कर सकते हैं जैसा कि मैंने कहा कि इससे पहले कि हम बहुत सारे कैमरों का उपयोग नहीं कर सकते तो पहले क्या होने जा रहा है ये कैमरे इन स्केलर कैम क्षमा करें आह ये स्केलर सेंसर वे पता लगाने जा रहे हैं कि कुछ चल रहा है या नहीं और उसके बाद अगर वास्तव में कुछ संदिग्ध गतिविधि या कुछ चल रहा है और इन स्केलर सेंसर द्वारा उनके सहयोगी संवेदन के माध्यम से पता लगाया जाता है तो ये सेंसर कैमरे को सक्रिय करने जा रहे हैं और यह कैमरा तब सर्विस करने जा रहा है वास्तव में क्या चल रहा है इसी प्रकार अन्य कैमरों को भी विशेष वस्तु की स्थिति के आधार पर सक्रिय किया जा सकता है और यह विशेष क्षेत्र में कैसे घूम रहा है तो यह है कि कैमरा और स्केलर सेंसर एक साथ कैसे काम कर सकते हैं आप वायरलेस मल्टीमीडिया सेंसर नेटवर्क को जानते हैं तो वहाँ मल्टीमीडिया सेंसर नेटवर्क निगरानी के विभिन्न अनुप्रयोग हैं कुछ है कि मैं सही के बारे में बात कर रहा था अब लेकिन हम जंगली आवास की निगरानी भी कर सकते हैं जैसे कि आप जंगली आवास की निगरानी के साधनों को जानते हैं जैसे कि आपके पास इन मल्टीमीडिया सेंसर नेटवर्क को ठीक से ट्रैक करने और निगरानी करने के लिए हो सकता है कैसे उनके प्राकृतिक आवास में विभिन्न जंगली जानवर घूम रहे हैं कि वे क्या गतिविधियां कर रहे हैं वे स्वस्थ हैं या नहीं और इसी तरह आगे की आसपास की निगरानी भी इसी तरह आगे बढ़ती है तो इस तरह वास्तव में मल्टीमीडिया सेंसर नेटवर्क के विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग हैं टोपोलॉजी प्रबंधन एक और बहुत ही दिलचस्प समस्या है टोपोलॉजी प्रबंधन में क्या होता है कि इन विभिन्न सेंसर की उपस्थिति में और हमारे विशेष मामले में हम मल्टीमीडिया सेंसर के बारे में बात कर रहे हैं इन मल्टीमीडिया सेंसर नेटवर्क और इन विभिन्न सेंसर की उपस्थिति में समय के साथ टोपोलॉजी कैसे बनी रहेगी ये सेंसर एक दूसरे के साथ समय के साथ कैसे जुड़ने वाले हैं क्या आप जानते हैं कि क्या कवरेज के संबंध में इसका मतलब है कि अलग अलग सेंसर के साथ कि पसंद के पूरे क्षेत्र को कम से कम एक सेंसर से कवर किया गया है कवर किया गया है या नहीं तो कवरेज और अनुयोजकता के संबंध में इसका मतलब है कि हर सेंसर से चाहे सिंक नोड से अनुयोजकता हो या न हो इसलिए कवरेज और अनुयोजकता के संबंध में चाहे नेटवर्क के अलग अलग समय पर एक स्वस्थ टोपोलॉजी हो तो यह वही है जो टोपोलॉजी प्रबंधन की समस्या का ध्यान रख रहा है और यह एक कागज है जो आपके लिए एक स्रोत के रूप में है जो आप सेंसर नेटवर्क में टोपोलॉजी प्रबंधन की समस्या को समझने के लिए कर सकते हैं एक अन्य अनुप्रयोग और एक तकनीक जो समय के साथ विकसित हुई है वह नैनो नेटवर्क है आपने पहले से ही नैनोस्ट्रक्चर नैनो मटेरियल नैनो डिवाइसेज और इतने पर रुचि के बारे में सुना होगा और नैनोसेंसर सहित लेकिन आपने नैनो नेटवर्क के बारे में नहीं सुना होगा तो नैरो नेटवर्कस अधिक विशेष रूप से नैनोसेंसर नेटवर्क 2 प्रकार के हो सकते हैं एक विद्युत चुम्बकीय नैनोसेंसर नेटवर्क है तो दूसरा बायो नैनोसेंसर नेटवर्क है तो विद्युत चुम्बकीय नैनोोसेंसर नेटवर्क मूल रूप से जैसा कि नाम से पता चलता है कि संचार विद्युत चुम्बकीय साधनों के माध्यम से है और दूसरा एक नैनोसेंसर नेटवर्क है जहां मूल रूप से यह बायोमोलेक्यूलस है जो मानव शरीर या किसी भी मानव या किसी अन्य प्राकृतिक प्राणी में संचार में मदद करता है तो नैनो सेंसर नेटवर्क पर नैनो नेटवर्क में नोड के रूप में नैनो डिवाइस का उपयोग किया जाता है और हर नैनोडिवाइस में अलग अलग घटक होते हैं जिनमें से एक नैनोसेंसर नैनोएक्ट्यूएटर नैनोपावर डिवाइस और इसी तरह आगे भी होता है तो यह है कि संचार कैसे होता है और स्रोत और स्रोत डिवाइस और सिंक के बीच नैनोमेडियम से अधिक होने जा रहा है जैसे कि कार्बन नैनोट्यूब से उन आवेश का प्रवाह होने वाला है जो होने जा रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यह केवल कुछ नैनोमीटर के पैमाने पर है इसलिए जैसा कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ एक मुद्दा पहले रचना या नैनोसेंसर को गढ़ना है इसी प्रकार अन्य नैनोोडिवाइस जैसे नैनोएक्ट्यूएटर्स नैनोपावर स्रोतों को रचना करना और बनाना भी आवश्यक है और फिर दूसरी समस्या यह है कि हम नैनोसेंसर नैनोएक्ट्यूएटर्स नैनोपावर उपकरणों को कैसे रख सकते हैं और एक उपकरण के रूप में एक साथ फिर नैनोनोड और इस नैनोनोड के साथ भी एक नैनो संचार इकाई और एक नैनोनोड की यह संचार इकाई मदद करेगी इसी तरह के प्राप्त करने वाले उपकरण के साथ एक और नैनोनोड से कनेक्ट करें और यह नैनोविद्युत चुम्बकीय नेटवर्कों में संचार टेराहर्ट्ज़ बैंड में होता है आमतौर पर यह संचार नैनो नेटवर्क में खर्च की गई अवधि में होता है तो यह वही है जो मैं आपको बता रहा था यह एक योजनाबद्ध है कि एक नैनोनोड कैसा दिखता है तो हमारे पास यह नैनोपॉवर यूनिट है हमारे पास संचार के लिए यह नैनोसेन्सर्स एक्ट्यूएटर्स नैनोमेमोरी नैनोप्रोसेसर नैनोएनेटेनस है और इसी तरह और संबंधित आयामों का भी उल्लेख यहां किया गया है तो यह 1 माइक्रोमीटर 2 माइक्रोमीटर 6 माइक्रोमीटर और इसीतरह है तो यह एक बहुत छोटा प्रकार है जिसे आप बहुत छोटे पैमाने पर नैनोस्केल नोड जानते हैं जिसे पारंपरिक सेंसर नोड रचना तंत्र का उपयोग नहीं करना है लेकिन एक बहुत ही परिष्कृत तंत्र का उपयोग करना है जो नैनोफैब्रिकेशन इकाइयों नैनोफैब फैब्रिकेशन सुविधाओं की मदद लेता है इसलिए पहले मैं इस नैनोविद्युत चुम्बकीय संचार के बारे में बात कर रहा था मैंने यह भी उल्लेख किया है कि जहां आणविक विनिमय के माध्यम से संचार होता है वहां जैव नैनो नेटवर्क संभव है तो इस तरह के बायो नैनो नेटवर्क में जानकारी मूल रूप से वेसिकल्स के रूप में जाना जाता है कुछ में पैक किया जाता है और अंतराल संयोजन कोशिकाओं और सेल के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करता है और अणुओं का उपयोग करके संचार संस्थाओं के बीच सूचना का आदान प्रदान होता है तो विद्युत चुम्बकीय संचार में ऐसा कुछ होता है जो आप जानते हैं कि यह मूल रूप से विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं जो मूल रूप से किसी प्रकार के नैनोमटेरियल के माध्यम से पारित होती हैं जैसे कि एक ग्रफीम या ऐसा कुछ और जानकारी एक उपकरण से दूसरे उपकरण में स्थानांतरित की जाती है तो नैनो नेटवर्क केंद्रों के लिए महान चुंबकीय संचार 01 से 10 टेराहर्ट्ज़ सामान्य बैंड के आसपास है फिर हमारे पास पानी के नीचे ध्वनिक सेंसर नेटवर्क है जहां मूल रूप से यह सेंसर नोड्स को जलमग्न करने के बारे में है जिससे हम परिचित हैं इसलिए पानी के नीचे के क्षेत्र में उन्हें जलमग्न करने से हम समुद्र में कहते हैं और फिर उन्हें समझ में आता है और पानी की सतह के नीचे से जानकारी प्राप्त करने के लिए संवाद करते हैं तो यह वैचारिक रूप से बहुत सरल है और स्थलीय सेंसर नेटवर्क क्षेत्र में क्या होता है इसके समान है हालाँकि पानी के नीचे सेंसर नोड को बनाने और पानी के नीचे सेंसर नेटवर्क को प्राप्त करने और फिर उन नोड्स को जोड़ने के लिए जो अंडरवाटर को समझकर और पानी के नीचे संवाद करने के लिए जोड़ते हैं एक बेहद चुनौतीपूर्ण काम है और इसमें कई अलग अलग चुनौतियां हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए पहली चीज गतिशीलता है तरंगों और धाराओं के कारण पानी के नीचे नोड्स उन्हें एक विशेष बिंदु पर तैनात करना चाहते हैं वे अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए नहीं जा रहे हैं बाद में वे सभी को स्थानांतरित करने जा रहे हैं तो आप पहली जगह में नेटवर्क की टोपोलॉजी को कैसे बनाए रखते हैं दूसरी बात यह है कि संचार के संबंध में जब ये विभिन्न तरंगें इन विभिन्न नोड्स को प्रहार कर रही हैं तो वे संचार चैनल को भी प्रभावित कर रहे हैं चैनल भी प्रभावित होने जा रहा है तो इस तरह के शोर के माहौल में संचार कैसे होने वाला है इसके अलावा हमारे पास वह माध्यम है जो आम तौर पर प्रकृति में नमक की तरह होता है जहां समुद्र के स्तंभ में बहुत अधिक तापमान होता है जहां उस महासागर स्तंभ में बहुत अधिक दबाव भिन्नता होती है तो ये सभी संचार चैनल और ऐसे वातावरण में संचार के प्रदर्शन को भी प्रभावित करते हैं इसलिए विभिन्न महासागरीय बलों का भी इन नेटवर्क पर प्रभाव पड़ता है और यही कारण है कि पानी के नीचे सेंसर नेटवर्क का अनुकरण करने की कोशिश कर रहा है और यह वातावरण बहुत आसान नहीं है तो सतत अनुकरण के बारे में महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक यह है कि पानी के नीचे सेंसर नेटवर्क में नोड्स कैसे स्थानांतरित करने जा रहे हैं तो इसके लिए एक गतिशीलता मॉडल है जिसे प्रस्तावित किया गया है और इसे अलग अलग गतिशीलता मॉडल के रूप में जाना जाता है जिसमें से एक है वर्तमान गतिशीलता मॉडल तो यह घुमावदार वर्तमान गतिशीलता मॉडल एक पत्र में प्रस्तावित किया गया था जो कई साल पहले इन्फोकॉम सम्मेलन में प्रकाशित हुआ था और उसके बाद हमने अपने समूह में एक गतिशीलता मॉडल का प्रस्ताव दिया है जिसे एम एम महासागरीय बलों के मॉडल गतिशीलता मॉडल के रूप में जाना जाता है और इस विशेष रूप से एम एम गतिशीलता मॉडल की विशेषता यह है कि हमने उन यथार्थवादी शक्तियों को ध्यान में रखा है जो एक महासागरीय वातावरण में एक विशेष नोड को प्रहार करने जा रहे हैं जबकि वर्तमान गतिशीलता मॉडल जो इन सभी विभिन्न बलों को नहीं लेते हैं यह हमने माना है और यह है कि हम इस OFMM गतिशीलता मॉडल के साथ कैसे आए हैं और इसका उपयोग पानी के नीचे सेंसर नेटवर्क के व्यवहार को अनुकरण करने के लिए किया जा सकता है स्थानीयकरण एक और समस्या है स्थानीयकरण समस्या इस बारे में चिंतित है कि नेटवर्क में विभिन्न नोड्स को कैसे स्थानीय किया जाए और जैसा कि मैंने कहा कि पानी के नीचे का वातावरण अत्यधिक गतिशील अत्यधिक अराजक है और विभिन्न नोड्स की स्थिति को स्थानीय बनाना भी बहुत चुनौतीपूर्ण है और फिर से बहुत सारे काम हैं जो इस विशेष समस्या पर आयोजित किए गए हैं इसलिए यह भविष्यवाणी करना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न नोड्स समय के विभिन्न बिंदुओं पर कैसे सही तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं इसलिए यह निश्चित रूप से पता लगाना कि भविष्य में यह नोड कहां जा रहा है पानी के नीचे के नेटवर्क में स्थानीयकरण की एक चुनौतीपूर्ण समस्या है एचएएसएल जैसे प्रोटोकॉल जो मूल रूप से नोड्स को स्थानीय बनाने के लिए बीकन रिसेप्शन और स्थान अनुमान जानकारी भेजने वाले बीकन का उपयोग करते हैं तो ये पहली शुरुआत हो रही है शायद किसी सतह के सिंक से कुछ GPS समन्वय हो और फिर मृत रिकॉर्डिंग और प्रसारण जैसे प्रसारण शुरू कर दें क्षमा करें बीकन प्रसारण शुरू हो जाएं और बीकन प्राप्त करने से ट्रासडैरेशन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से स्थान के अनुमान का अनुमान लग जाए और जल्द ही और यह इस विशेष पत्र में विस्तार से समझाया गया है जो स्लाइड के नीचे यहां पर संदर्भित है इसलिए मृत पहचान मैं आपको डिजिटल रूप से मृत पहचान के बारे में उल्लेख कर रहा था मेरा मतलब है कि यह स्थानीयकरण की एक तकनीक है जो आमतौर पर समुद्र के वातावरण में उपयोग की जाती है जहां विशिष्ट संदर्भों को खोजना मुश्किल है तो मृत गणना में जो किया जाता है वह एक विशेष लक्ष्य या एक विशेष नोड से दूरी पर आधारित होता है जिसकी स्थिति ज्ञात है यह अनुमान लगाया जाता है कि दूसरा नोड कितना नोड है और कितने कोण पर स्थित है इसलिए इस दूरी और कोणीय जानकारी के आधार पर एक समुद्री वातावरण में समय के विभिन्न क्षण पर लक्ष्य की स्थिति की गणना मूल रूप से की जाती है यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे आप जानते हैं यह एक पेपर IEEE लेनदेन है जो मोबाइल कंप्यूटिंग में दिखाई दिया और यहां मूल रूप से आप जानते हैं कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे उन्नत तकनीकों की मदद से कुशलता से स्थानीयकरण किया जाए जैसे कि गेम थ्योरी और इसी तरह इसलिए यहां हमने 2 प्रकार के नोड्स पर विचार किया है जो स्थानीयकृत नोड्स हैं और स्थानीय नोड्स समस्या स्थानीयकृत नोड्स से स्थान की जानकारी के आधार पर है कि कैसे गैर लिंक किए गए नोड्स के स्थान की जानकारी प्राप्त की जाए और इसके लिए हम जो क्या करते हैं वह है हम नोड के संचार सीमा संचरण सीमा को अलग अलग करते हैं और समस्या को अलग अलग करने के लिए अंतर की संख्या बढ़ाकर संचरण सीमा को बढ़ाते हैं समस्या यह है कि नोड्स के संख्या को अधिकतम करके अन्य नोड्स जो संबंधित सीमा के एक विशेष नोड की संचरण सीमा के भीतर रखे जा सकते हैं तो यह वही है जो यहाँ पर सचित्र दिखाया गया है क्योंकि आप इस विशेष नोड को देख सकते हैं आपको पता है कि इसकी एक प्रारंभिक संचार सीमा है जैसे संचरण सीमा जिसे इन अन्य वृत्तो की तरह आगे भी बढ़ाया जा सकता है तो ये 3 अलग अलग सीमा हैं जिन्हें संचार सीमा या इस विशेष नोड के संचरण सीमा के लिए दिखाया गया है अन्य नोड्स के लिए भी इसी तरह दिखाया गया है और दूसरी समस्या यह है कि टोपोलॉजी को बनाए रखने के लिए पानी के नीचे सेंसर नेटवर्क में यहां यह संरचना है टिक टेक टॉ संरचना जो एक स्व संगठित आभासी संरचना है हमारे द्वारा प्रस्तावित किया गया है आईईटी वायरलेस सेंसर सिस्टम जर्नल में और यहां मूल रूप से हम जो करते हैं मैं उसके विवरण में नहीं जा रहा हूं क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है मैं आपको केवल इस विशेष समस्या का झलक देना चाहता था क्योंकि यह वास्तव में पानी के नीचे सेंसर नेटवर्क समुदाय में बहुत महत्वपूर्ण और मौलिक है इसलिए अलग अलग पानी के नोड्स के बीच संपर्क की अवधि की गणना करना आवश्यक है और हमने जो भी किया है हमें इस टिक टेक टॉ संरचना को भेजना होगा जो कि आभासी टोपोलॉजी के गतिशील गठन का उपयोग करके एक स्वआयोजन नेटवर्क संरचना है तो यहाँ पड़ोसी के चयन और कर्तव्य चक्र और कर्तव्य चक्र प्रबंधन को खोजने वाले 3 चरण हैं तो कर्तव्य चक्र प्रबंधन का अर्थ है कि गणना के आधार पर नोड्स को एक दूसरे से अलग किए गए नोड्स और उनके अनुरूप ड्यूटी चक्रों को सेट या रीसेट किया जाता है इसलिए इसके साथ हम इस विशेष व्याख्यान के अंत में आते हैं और मैंने इस व्याख्यान में जो करने की कोशिश की है वह आपको उन विशिष्ट अनुप्रयोगों को संबोधित करने के लिए सेंसर नेटवर्क के विभिन्न अनुप्रयोगों और विभिन्न शोध चुनौतियों का अनुभव कराने के लिए है और इसलिए हम कुछ उच्च स्तरीय विचारों से भी गुजरे हैं कि उन समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न समाधान दृष्टिकोण क्या है